अपनी अंतिम कक्षा में हम एसजेएफ नीति देख रहे हैं इसलिए हम इस एसजेएफ नीति के एक उदाहरण से शुरू करते हैं मान लीजिए हमें किसी समय सिस्टम में चार प्रक्रियाएं मिली हैं जब शेड्यूलर चल रहा है इसलिए इसे यह निर्णय लेना है कि आगे किस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा और यह कि उनका अराइवल टाइम इस तरह का है 0 2 4 और 5 और उनका सीपीयू बर्स्ट टाइम 6 8 7 और 3 है अब एसजेएफ नीति तो आप इस बर्स्ट टाइम मान को कैसे जानते हैं इसलिए यह एक मुद्दा है लेकिन निश्चित रूप से हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप इन मूल्यों को जानते हैं तो एसजेएफ नीति के अनुसार जो भी कार्य के लिए सबसे कम बर्स्ट टाइम है उसे चुना जाएगा तो कार्य के लिए यह सबसे छोटा मूल्य है तो पी4 शेड्यूल होगा तो P4 0 से 3 टाइम यूनिट तक चलता है और तीसरी टाइम यूनिट से P1 अगला कार्य है हमारे पास जिसका बर्स्ट टाइम P4 से बड़ा और दूसरों से छोटा है तो 6 समय इकाइयों के लिए पी1 कार्यान्वित होगा उसके बाद 7 समय इकाइयों के लिए पी3 और फिर 8 समय इकाइयों के लिए पी2 इसलिए कार्य के सेट के लिए कुल मिलाकर पूरा समय 24 है इसलिए यदि आप थ्रूपुट की गणना करते हैं तो हमने 4 कार्य को 24 समय इकाइयों में पूरा कर लिया है तो थ्रूपुट 4 बटा 24 के बराबर है इसलिए यह 1 बटा 6 है इसलिए 0166 यह थ्रूपुट है तो यह बात है अब यह औसत वेटिंग टाइम है तो यह मूल रूप से औसत वेटिंग टाइम है यह पहला कार्य पी4 इंतजार नहीं करता है तो यदि वेटिंग टाइम 0 है P1 3 समय इकाई के लिए प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए यह 3 है P2 16 समय इकाइयों के लिए प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए यह 16 है और P3 9 समय इकाई के लिए प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए यह 9 है इसलिए औसत वेटिंग टाइम 3 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 बटा 4 है इसलिए यह 7 के बराबर है अब यदि आप कार्य के इस सेट के प्रभाव को देखने की कोशिश करते हैं जब वे एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर निर्धारित होते हैं तो फिर पी1 शुरुआत में निर्धारित किया जाएगा पी1 पहले आया तो पी1 समय 0 से समय 6 पर निर्धारित होता है इसलिए मुझे पी1 मिला है फिर 6 से फिर पी2 आया और इसके लिए 8 टाइम यूनिट की आवश्यकता है तो यह 8 है इसलिए यह P2 है इसलिए 6 से 8 14 है इसके बाद P3 7 टाइम यूनिट के लिए आता है इसलिए यह 21 है और फिर P4 3 समय इकाई के लिए है तो पी4 उसके बाद आया और पी4 3 टाइम यूनिट के लिए तो यह 24 है तो आप देखते हैं कि कार्यों का सेट केवल 24 समय पर पूरा होता है लेकिन इस एफसीएफएस नीति के तहत यदि आप इस थ्रूपुट की गणना करते हैं तो थ्रूपुट वही रहता है तो थ्रूपुट 4 बटा 24 के बराबर यानी 0166 है हालांकि यदि आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि औसत वेटिंग टाइम क्या है तो पी1 के लिए एक वेटिंग टाइम 0 है पी2 के लिए वेटिंग टाइम 6 है पी3 के लिए वेटिंग टाइम 14 है और पी4 के लिए वेटिंग टाइम 21 है इसलिए 6 प्लस 14 प्लस 21 इसलिए 41 इसलिए यह कुल वेटिंग टाइम है तो औसत वेटिंग टाइम 41 बटा 4 है इसलिए यह 1025 है तो आप देखते हैं कि एसजेएफ नीति के लिए औसत वेटिंग टाइम 7 के बराबर था और एफसीएफएस नीति के लिए यह 1025 पर जा रहा है इस प्रकार यदि हम एसजेएफ नीति के लिए जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि यह वेटिंग टाइम काफी कम कर सकता है और जैसा कि एक सैद्धांतिक प्रमाण है कि आप इस बार 7 को हरा नहीं सकते हैं यह है कि आप इस के किसी भी अन्य शेड्यूलिंग के साथ नहीं आ सकते हैं पी1 पी2 पी3 पी4 ऐसे कि औसत वेटिंग टाइम 7 से कम हो जाए तो यह विचार है तो हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन इस एसजेएफ नीति के साथ कठिनाई यह है कि हम कैसे जानते हैं कि अगला सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या है तो एफसीएफएस से हमें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि कार्य के आगमन का समय ज्ञात है जैसे कि कार्य कब सिस्टम में आया या यदि यह आईओ बर्स्ट के लिए चला गया है तो फिर जब यह रेडी क्यू में शामिल हो जाता है तो वह समय सिस्टम क्लॉक से पता लगाया जा सकता है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्य किस समय क्यू में शामिल होता है लेकिन यह एक आईओ ऑपरेशन में जाने से पहले अगले सीपीयू बर्स्ट में कितना समय निष्पादन करेगा इसलिए यह सटीक रूप से बताना संभव नहीं है और वह भी निष्पादन पर निर्भर करता है जो हमारे पास प्रोग्राम में है इसलिए प्रोग्रामर के लिए भी सीपीयू बर्स्ट का आकार बताना संभव नहीं है क्योंकि यह वास्तविक निष्पादन अनुक्रम पर निर्भर करेगा हो सकता है कि कुछ डेटा मूल्यों के लिए यह बहुत अधिक संगणना कर रहा हो और कुछ अन्य डेटा मान हो सकता है कि यह उन अभिकलनों में से कई को दरकिनार कर देगा इसलिए इसके परिणामस्वरूप यह मूल्य पर निर्भर करेगा जैसे एक विशिष्ट उदाहरण है लूप स्टेटमेंट्स जैसे कि अगर मुझे for i equal to 1 to n do लूप मिला है तो यह लूप कितनी बार निष्पादित होगा यह n के मूल्य पर निर्भर करता है इसलिए यदि एक सीपीयू बर्स्ट में n मान 10 के बराबर हो सकता है तो इसे IO ऑपरेशन किए बिना कुछ समय के लिए निष्पादित किया जाता है सीपीयू बर्स्ट में n मान 1000 के बराबर हो सकता है इसलिए स्वाभाविक रूप से सीपीयू बर्स्ट आकार तुलनीय नहीं हैं इसलिए उपयोगकर्ता के लिए भी यह बताना संभव नहीं है इसलिए हम इस एसजेएफ को सीधे तौर पर लागू नहीं कर सकते हैं लेकिन एसजेएफ एक बहुत अच्छी नीति होने के नाते हम इसके बारे में कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए आगे हम देखेंगे और अनुमानित तकनीक जो एसजेएफ के करीब होने की कोशिश करेगी जब तक कि वह प्रक्रिया के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करेगी इसलिए यह सबसे छोटा के रूप में जाना जाता है यह अगले सीपीयू बर्स्ट साइज़ का अनुमान लगाने की कोशिश करेगा तो यहाँ क्या किया जाता है कि हम अवधि का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए यह देखा जा सकता है कि अगर मुझे एक प्रोग्राम मिला है जो कुछ वैज्ञानिक गणना कर रहा है तो यह बहुत अधिक संभावना है कि एक सीपीयू बर्स्ट में उसने 20 टाइम यूनिट्स का उपयोग किया है इसके बाद अगले सीपीयू बर्स्ट में इसके बाद इसने थोड़ी मात्रा में IO किया और उसके बाद यह एक और सीपीयू बर्स्ट में जा रहा है इसलिए यह सीपीयू बर्स्ट टाइम 20 से काफी हद तक अलग नहीं हो सकता है इसलिए यह नहीं हो सकता है कि अगला सीपीयू बर्स्ट बहुत छोटा है या अगला बर्स्ट पिछले सीपीयू बर्स्ट की तुलना में मूल से बहुत अधिक है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा सीपीयू बर्स्ट जिसका हम विचार कर रहे हैं वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं और वे समान संगणना कर रहे हैं उदाहरण के लिए शायद यह कुछ डेटा प्राप्त कर रहा है और इसके आधार पर यह गणना का सेट कर रहा है इसलिए यह बहुत अधिक संभावना नहीं है कि यह गणना अवधि काफी भिन्न होगी बेशक कुछ डेटा मान हो सकते हैं जिनके लिए यह बदल जाएगा लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होगा तो यह भविष्यवाणी कैसे करेंगे तो हम एक भविष्यवाणी करते हैं ठीक है तो इस 20 मूल्य के आधार पर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अगला मूल्य क्या है या एक सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए जो हम करते हैं वह यह है कि हम पिछले कुछ सीपीयू बर्स्ट को मानते हैं तो आप लेते हैं इसलिए यह प्रोग्राम की शुरुआत से है शायद यह सीपीयू बर्स्ट का आकार है उसके बाद हमारे पास कुछ आईओ बर्स्ट था फिर हमें कुछ अवधि का एक और सीपीयू बर्स्ट सी2 मिला है तो फिर हमें कुछ आईओ बर्स्ट मिल गया है तो इस तरह से यह आगे बढ़ता है तो पहले तो इस तरह से अगर आप आईओ बर्स्ट की तुलना में इस सीपीयू बर्स्ट साइज़ c n तक उठ गए हैं और फिर अगर आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सीपीयू बर्स्ट का आकार क्या होने वाला है इसलिए हम इतिहास को ध्यान में रखते हैं कि हाल में तो इसने c 1 c 2 और c n तक आकार का सीपीयू बर्स्ट उत्पन्न किया है तो उन मूल्यों के आधार पर हम c n प्लस 1 के लिए सीपीयू बर्स्ट के आकार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं इसलिए यह भविष्यवाणी है तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए t n nth सीपीयू बर्स्ट का वास्तविक आकार है तो यह nth सीपीयू बर्स्ट में यदि यह अवधि t n के बराबर थी तो इस बर्स्ट का आकार भी t n के बराबर था फिर टाऊ एन प्लस 1 अगले सीपीयू बर्स्ट का अनुमानित मूल्य है तो यह हमारी भविष्यवाणी है तो यह वास्तविक नहीं है इसलिए जब तक कि यह सीपीयू को निष्पादन के लिए प्रक्रिया को नहीं दिया जाता है इसलिए तब तक हम यह नहीं जान सकते हैं कि t n प्लस 1 का मान क्या है इसलिए यह ज्ञात नहीं है यह ज्ञात नहीं है लेकिन पिछले मूल्य t n ज्ञात है क्योंकि सीपीयू को पिछली बार प्रक्रिया में कब दिया गया था इसका उपयोग कब तक किया था तो वह मूल्य t n मान है तो वह मूल्य ज्ञात है लेकिन t n प्लस 1 ज्ञात नहीं है तोअब हम जो करने की कोशिश करते हैं वह यह है कि हम टाऊ एन प्लस 1 के मूल्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए हम अगले सीपीयू बर्स्ट के आकार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि टाऊ एन प्लस 1 मूल रूप से अल्फा टाइम टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम टाऊ एनहै लेकिन टाऊ एन मूल रूप से वह भविष्यवाणी है जो इस क्षण पर हमारे पास थी तो इस बर्स्ट के लिए क्या माना जाता था कि यह बर्स्ट कीभविष्यवाणी इस तरह की गई थी कि टाऊ n का मूल्य यही था और इसे वास्तव में इस t n के लिए निष्पादित किया गया था तो इस nth सीपीयू बर्स्ट के लिए भविष्यवाणी टाऊ एन थी और इसका वास्तविक निष्पादन t n था इसलिए हम इन दोनों का औसत लेने की कोशिश करते हैं तो मूल रूप से इसलिए यह अल्फा गुणा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा गुणा टाऊ एन है तो यदि आप इस अभिव्यक्ति का विस्तार करते हैं तो आप देख सकते हैं इसलिए यह अल्फा गुणा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा टीn 1 प्लस 1 माइनस अल्फा गुणा टाऊn 1 है इसलिए यह अल्फा गुणा tn प्लस अल्फ़ा गुणा 1 माइनस अल्फ़ा गुणा tn 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टाऊn 1 है इसलिए फिर से इस टाऊn 1 का विस्तार किया जा सकता है इसलिए अनिवार्य रूप से जो मुझे अभिव्यक्ति मिल रहा है वह इस अल्फ़ा गुणा टीn प्लस अल्फा गुणा 1 माइनस अल्फा गुणा tn 1 प्लस अल्फा गुणा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर गुणा tn 2 प्लस अल्फा गुणा 1 माइनस अल्फा क्यूब गुणा tn 3 तो इस तरह से यह टी 1 तक जा रहा है तो आप टाऊ n1 tau n1 की इस अभिव्यक्ति में देखते हैं इसलिए हमने पिछले एन मामलों पर वास्तविक सीपीयू बर्स्ट पर विचार किया है और इसके आधार पर हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला सीपीयू बर्स्ट क्या होगा लेकिन उनका वेटेज कम हो रहा है तो हाल ही वाला बर्स्ट इसका अधिकतम प्रभाव है तो यह अल्फ़ा 0 और 1 के बीच का मान है इसलिए यह 1 माइनस अल्फ़ा भी 0 और 1 के बीच का मान है इसलिए जैसा कि आप वर्तमान सीपीयू बर्स्ट से दूर जा रहे हैं इसलिए उस सीपीयू बर्स्ट का वेटेज कम हो रहा है लेकिन इसलिए जब भी आप इस n प्लस 1thn1th सीपीयू बर्स्ट के आकार की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस tn को अधिकतम मात्रा दे रहे हैं जो कि अल्फा गुणा tn है लेकिन पिछले t n माइनस 1 इसे tn से कम वेटेज दी गई है क्योंकि यह अल्फा गुणा 1 माइनस अल्फा गुणा t n माइनस 1 इसलिए यह वेटेज कम है तो जैसा कि आप पीछे और पीछे जा रहे हैं इसलिए यह वेटेज कम हो रहा है और उस पर बर्स्ट का आकार भी कम हो रहा है तो इस तरह हम एक भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं और यह पूरा हिस्सा है इसलिए इस पूरे हिस्से को इस शब्द 1 माइनस अल्फा गुणा टाऊ एन में कैद किया गया है तो एनth बर्स्ट पर भविष्यवाणी क्या थी तो इस तरह से हम सीपीयू के n प्लस 1thn1th बर्स्ट के लिए कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं और फिर प्रक्रिया के n प्लस 1thn1th सीपीयू बर्स्ट के लिए और तदनुसार हम निर्णय ले सकते हैं इसलिए अगर हमें रेडी क्यू में पी 1 पी 2 और पी 3P1 P2 and P3 प्रक्रिया मिली हैं तो उनमें से प्रत्येक के लिए हम उनके टाऊ मूल्य को जानते हैं तो टाऊ 1 एन प्लस 1tau1n1 तो यह है कि हम इसके लिए भविष्यवाणी भी मिल गया है टाऊ 2 एन प्लस 1tau2n1 और यह भी टाऊ 3 एन प्लस 1tau3n1 और हम इस टाऊ मूल्यों का उपयोग इस तरह का निर्णय लेने के लिए करते हैं कि अगली किस प्रक्रिया को शेड्यूल किया जाए अब यह मान अल्फा है जो हमारे पास 0 और 1 के बीच है और आप समझ सकते हैं कि यह अल्फा मान है तो यदि अल्फ़ा 0 के बराबर है यदि अल्फ़ा को 0 के बराबर सेट किया जाता है तो टाऊ n1tau n1 टाऊ n के बराबर है तो आपके पास जो भी हो प्रारंभिक भविष्यवाणी के रूप में ताकि निरंतर हो इसलिए सीपीयू बर्स्ट की भविष्यवाणी पर इस इतिहास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि यदि आप अल्फ़ा को 1 के बराबर लेते हैं तो इस भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और टाऊ n1tau n1 टाऊ n के बराबर हमें मिल गया है तो अगली भविष्यवाणी वास्तविक सीपीयू बर्स्ट टाइम के बराबर है जो पिछले सीपीयू बर्स्ट में थी तो यह t n है इसलिए यह सिर्फ एक पिछले सीपीयू बर्स्ट के इतिहास पर विचार कर रहा है तो यह उन सभी पर विचार नहीं कर रहा है यह सिर्फ एक बर्स्ट और इसे भविष्यवाणी के रूप में ले रहा है तो टाऊ n1tau n1 t n के बराबर है तो हमें मिल गया है इसलिए ये दो चरम सीमाएं हैं तो आदर्श रूप से हमें बीच में कहीं होना चाहिए इसलिए अल्फा सामान्य रूप से 05 पर सेट होता है और इसमें पिछले फ्रेम पिछले सीपीयू बर्स्ट आकार और पिछले सीपीयू बर्स्ट भविष्यवाणी पर समान वेटेज होता है और पिछले सीपीयू बर्स्ट की भविष्यवाणी के विस्तार में हमने देखा है कि यह वास्तविक रूप से पिछले सभी सीपीयू बर्स्ट समय का प्रभाव है तो इस तरह से यह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथ्म इसलिए यह अनुमानित हो सकता है और यह बहुत आम है इसलिए जब भी कोई कार्य निष्पादित होता है तो हम यह नोट करते हैं कि सीपीयू बर्स्ट कितना था सीपीयू में कितना समय निष्पादित हुआ इसलिए जैसा कि देखा गया है कि सीपीयू के साथ शायद दो सेकंड के लिए निष्पादन के बाद यह एक IO ऑपरेशन में जाता है tn 2 के बराबर हो जाता है या किसी अन्य मामले में शायद 5 सेकंड निष्पादन के बाद यह IO बर्स्ट में जाता है तो tn मान 5 के बराबर हो जाता है इसलिए इस तरह से tn के आधार पर इस तरह tau n plus 1n1 की भविष्यवाणी की जा सकती है और भविष्यवाणी के आधार पर शेड्यूलर निर्णय ले सकता है कि आगे कौन सा कार्य करना है तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए अनुमान है यह अल्फा 0 के बराबर है इसलिए टाऊ n1tau n1 टाऊ n के बराबर है इसलिए हाल के इतिहास की गिनती नहीं है दूसरी ओर हमें अल्फा 1 के बराबर मिला है इसलिए टाऊ n1tau n1 अल्फा गुणा tn के बराबर है तो केवल वास्तविक सीपीयू बर्स्ट का महत्त्व है और जैसा कि हम इसका विस्तार करते हैं इसलिए यह विस्तार है जिसे हमने पहले ही देख लिया है और क्रमिक रूप से उनके पास इसके पूर्ववर्ती की तुलना में कम वेट होगा इसलिए यह स्लाइड वास्तव में संक्षेप में बताती है कि हमने इन व्यक्तिगत सीपीयू बर्स्ट के इस वेट के संदर्भ में क्या चर्चा की है तो मान लें कि यह वास्तविक सीपीयू बर्स्ट आकार है तो यह ब्लू लाइन वास्तविक सीपीयू बर्स्ट आकार है और यह भविष्यवाणियां हैं यह ब्लू लाइन टाऊ मूल्यों की अनुमानित मान है और टी मूल्य वास्तविक सीपीयू बर्स्ट है तो यह आकार है इसलिए प्रारंभिक भविष्यवाणियां जो 10 के बराबर है और आप वास्तविक समय 6 है इसलिए इसके परिणामस्वरूप अगली भविष्यवाणी 8 है तो यह 8 होने की भविष्यवाणी की है और इसलिए यह यहाँ आता है लेकिन उस समय सीपीयू बर्स्ट वास्तव में 4 के बराबर था इसलिए अगली बार भविष्यवाणी 6 पर आ जाती है और यह वास्तविक निष्पादन भी 6 हो जाता है इसलिए यह ठीक था तो भविष्यवाणी केवल 6 पर बनी हुई है लेकिन फिर निष्पादन 4 है इसलिए फिर से भविष्यवाणी कम हो कर 5 हो जाती है अब वास्तविक निष्पादन कूद जाता है इसलिए यह भविष्यवाणी 5 थी जो यहां है लेकिन इसने सीपीयू बर्स्ट में 13 टाइम यूनिट्स का उपयोग किया है फिर भविष्यवाणी ऊपर जाएगी और फिर अगली भविष्यवाणी 9 आती है तो यह इस मूल्य तक बढ़ जाता है इसलिए ये 9 के बराबर हो जाते हैं अब अगले भाग के लिए भी सीपीयू बर्स्ट उच्च है केवल 13 है इसलिए यह 13 तक जारी है और उस सूत्र का उपयोग करके भविष्यवाणी फिर से बढ़ जाती है तो यह ग्यारह के बराबर है फिर यह 12 की भविष्यवाणी पर जाता है और यदि यह इस तरह से चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह इन 13 मूल्य को पकड़ लेगा तो यह भविष्यवाणी जो हम कर रहे हैं इसलिए भविष्यवाणी प्रक्रिया के प्रवृत्ति का पालन करने की कोशिश कर रही है इसलिए यदि प्रवृत्ति हैं तो यहां यह बुरी तरह से प्रदर्शन करता है क्योंकि प्रक्रिया के व्यवहार में अचानक एक निश्चित परिवर्तन हुआ था तो पहले सीपीयू बर्स्ट मान 6 4 6 और 4 के बराबर थे और अचानक यह 13 बन गया है इसलिए यह प्रक्रिया के व्यवहार में परिवर्तन है इसलिए हमारी भविष्यवाणी इसका पालन नहीं कर सकी लेकिन उसके बाद इस प्रक्रिया ने ऐसा व्यवहार करना जारी रखा है कि यह सीपीयू बर्स्ट आकार 13 के बराबर हो और यह भविष्यवाणी मूल्य धीरे धीरे उस मूल्य को पकड़ रहा है तो फिर से इसलिए अब अगली भविष्यवाणी 12 के बराबर होती है अगर अचानक प्रक्रिया अपने कुछ बर्स्ट आकार को गिरा देती है तो प्रक्रिया अनुदार होने लगती है IO बाउंड जॉब के अधिक होने के बाद फिर से भविष्यवाणी को कम करना पड़ता है और वास्तविक समय को पकड़ने के लिए कुछ कदम उठाएंगे तो वह वहाँ है तो लेकिन यह एक अच्छी भविष्यवाणी है इसलिए हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी के माध्यम से अनुमान लगाने के लिए अच्छा तरीका तो एक और एल्गोरिथ्म जिसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या एसआरटीएन या एसआरटी के रूप में में जाना जाता है या इसे एसआरटीएन कहा जाता है इसलिए पहले के बजाय हम इसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट कहते हैं तो फिर एल्गोरिथ्म को एसआरटीएन एल्गोरिथम या एसआरटीएफ एल्गोरिथम कहा जाएगा तो यह एसजेएफ एल्गोरिथ्म का एक प्रियेंप्टिव संस्करण है तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यह बताता है कि जिस भी कार्य का सबसे कम सीपीयू बर्स्ट है तो वह पहले हो जाएगा तो अगर अब एक कार्य आता है और जिसका बर्स्ट टाइम वर्तमान में चल रहे कार्य से कम है फिर स्वाभाविक रूप से मान लें कि कुछ कार्य P i चल रही थी और P i का अनुमानित सीपीयू बर्स्ट 15 यूनिट था इसलिए यह टाऊ वैल्यू 15 के बराबर है इसलिए इसे चुना गया है और यह CPU में चल रहा है अब एक नया कार्य पी जे आता है जिसका अनुमानित सीपीयू बर्स्ट कम है यह 5 के बराबर है तब यदि यह P i निष्पादित हो रहा है और P i इस 15 में से यह 5 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित होगा तो इस 15 को समाप्त करने के लिए इसे अन्य समय इकाई के लिए चलाने की आवश्यकता है लेकिन ये कार्य P j आ गया है इसलिए जो निश्चित रूप से इस मान 10 से कम है इसलिए यह उचित है कि हम P i को बाहर निकालें और P j CPU को दें तो ठीक यही अवधारणा हमारे पास है इसलिए हमें मिल गया है कि यदि हम आगमन के समय को बदलते हैं तो इस प्रियेंप्षन नीति को लागू करते हैं तो हमारे पास यह चीजें हो सकती हैं मान लीजिए आपको चार प्रक्रियाएं मिली हैं पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 उनके आगमन का समय 0 1 2 3 है और बर्स्ट समय 8 4 9 और 5 है अब शुरू में यह पी 1 आया इसलिए जब यह शेड्यूलर था इसलिए उस समय हमारे पास केवल पी 1 था पी 1 आया इसलिए पी 1 निर्धारित हो गया इसलिए पी 1 को निष्पादित किया गया इसलिए उसके बाद पी 2 समय 1 पर आया था इसलिए समय 0 पर केवल पी 1 सिस्टम में था इसलिए शेड्यूलर के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है इसलिए यह पी 1 निर्धारित किया गया था कुछ समय बाद 1 समय इकाई के बाद पी 2 आया है जब पी 2 आया है तो यह सिस्टम को देखता है कि अब जो कार्य चल रहा है वह और 7 समय इकाइ लेने वाला है और पी 2 का बर्स्ट टाइम 4 है तो पी 1 प्रियेंप्टेड होगा और पी 2 को निष्पादन का मौका मिलता है तो पी 1 ने 1 समय इकाइयों के लिए निष्पादन किया है इसलिए इसकी 7 इकाइयां बची हैं अब पी 2 आता है इसलिए पी 2 को 4 टाइम यूनिट का समय चाहिए लेकिन समय 2 पर पी 3 आता है इसलिए पी 3 जब आता है तो पी 3 का बर्स्ट टाइम 9 है लेकिन यह है कि यह पहले से ही 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया गया है इसलिए शेष समय 3 है लेकिन यह नहीं हो सकता है तो यह P 2 सबसे छोटा काम है तो यह पी 2 कायम है फिर 1 टाइम यूनिट बाद P 4 आता है लेकिन यहाँ भी P 2 तो यह P 3 प्रतीक्षा कर रहा है और P 2 ने 1 और समय यूनिट के लिए निष्पादन किया है इसलिए शेष समय 2 है लेकिन पी 5 पी 4 को 5 टाइम यूनिट की आवश्यकता है इसलिए वे शेड्यूल नहीं हैं तो पी 2 कायम है 4 टाइम यूनिट के लिए और यह समय 5 को पूरा करता है इसलिए यह समय 0 है यह समय 1 है इसलिए समय 5 तक यह निष्पादित होता है अब हमें सिस्टम में तीन प्रक्रियाएँ मिली हैं P 1 P 3 और P 4 और उनमें से P 4 का सबसे कम समय शेष है तो पी 4 निर्धारित हो जाता है इसलिए पी 4 निष्पादित होता है और आगे कार्य नहीं आते तो इससे आगे इसका व्यवहार एसजेएफ के समान है तो पी 4 5 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित होता है इसलिए यह समय 10 पर पूरा होता है फिर पी 1 और पी 3 के बीच में इसलिए पी 1 की 7 समय इकाइयाँ शेष थीं और पी 3 की 9 समय इकाइयाँ शेष थीं इसलिए पी 1 निर्धारित हो गया इसलिए इसे 17 तक लागू किया गया और फिर पी 3 को शेड्यूल किया गया इसलिए पी 3 को 26 तक निष्पादित किया गया अब मुद्दा यह है कि यह एक प्रियेंप्टिव संस्करण है इसलिए जब भी कोई नया कार्य आता है तो शेड्यूलर को यह जांचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि क्या उसे सीपीयू से कार्य को प्रियेंप्ट करने की जरूरत है वर्तमान में सीपीयू से चल रहा कार्य और नया शेड्यूल करें अब यह अच्छा है लेकिन एक ही समय में आप देखते हैं कि यह थोड़ा ओवरहेड है क्योंकि हर बार जब नया कार्य रेडी क्यू में आता है शेड्यूलर को शामिल होना पड़ता है और हालांकि हम बता रहे हैं कि इस समय P 1 समय 0 से 1 तक निष्पादित होता है और फिर P 2 1 से 5 तक होता है लेकिन बीच में क्या होगा कि शेड्यूलर को आमंत्रित किया जाएगा इसलिए कुछ समय शेड्यूलर को आमंत्रित करने में खर्च किया जाएगा फिर समय 2 पर पी 3 आ गया है तो समय 2 पर फिर से शेड्यूलर को देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि क्या इसे कुछ स्विचओवर करने की आवश्यकता है इसी तरह समय 3 पर शेड्यूलर को यह देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि क्या उसे कोई स्विचओवर करने की आवश्यकता है इसलिए वे ओवरहेड्स वहाँ हैं इसलिए यद्यपि यह इस आरेख में नहीं दिखाया गया है इसलिए वे ओवरहेड्स हैं इसलिए परिणामस्वरूप इसलिए यह सैद्धांतिक व्यवहार है लेकिन वास्तविक व्यवहार में इसलिए जो समय हैं वे हैं कि शेड्यूलर के लिए निष्पादन समय निर्धारित किया जाता है और परिणामस्वरूप अवधि अधिक होगी तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यह एक अच्छा एल्गोरिथ्म है क्योंकि यह उस कार्य का भी ध्यान रख रहा है जो सिस्टम में चल रहा है लेकिन निश्चित रूप से इसके साथ यह काफी जटिल रणनीति है क्योंकि निष्पादन कार्यान्वयन का संबंध है तो यह उस एल्गोरिथ्म से बाहर है जिसे हमने देखा है इसलिए FCFS का कार्यान्वयन बहुत आसान है क्योंकि मैं एक FIFO डेटा संरचना जैसे क्यू प्रकार की डेटा संरचना और फिर उस क्यू में जब भी कोई नया कार्य आता है तो वह उस टेल एंड में शामिल हो जाता है और जब भी कोई कार्य निष्पादन के लिए लेना होता है इसलिए इसे फ्रंट एंड से लिया गया है इसलिए हमें वास्तव में कार्य के साथ आगमन समय को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यदि हम नीति का पालन करते हैं तो यह बहुत सरल है लेकिन शेष नीति यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें इस अन्य जानकारी का ध्यान रखना होगा जैसे कि उनका बर्स्ट टाइम उनकी प्राथमिकताएं और सभी तो यह मुश्किल बना देता है इसलिए इस SRTN एल्गोरिथ्म के लिए भी हमें इस नीतियों का ध्यान रखना होगा तो इस तरह से हमारी अलग अलग शेड्यूलिंग नीतियां हो सकती हैं अब हमारी कुछ अन्य नीतियां हो सकती हैं जिनमें से एक राउंड रॉबिन पॉलिसी है तो राउंड रॉबिन पॉलिसी में हमें कुछ छोटा टाइम क्वांटम मिला है और कार्य को कुछ टाइम क्वांटम क्यू के लिए निष्पादित किया जाता है और जब यह टाइम क्वांटम समाप्त हो जाता है तब कार्य को सीपीयू से वापस ले लिया जाता है जब अगले कार्य को निष्पादन के लिए समय मिलता है तो देखेंगे कि इस प्रकार की नीति तो यह है यदि आपको एक इंटरैक्टिव सिस्टम या एक मल्टी यूज़र सिस्टम मिला है जहां प्रत्येक कार्य पर ध्यान देना चाहिए कुछ समय निष्पादन के लिए तो यह एक इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है लेकिन साथ ही यह भी देखेगा कि बर्बाद होने वाले समय की मात्रा यहां अधिकतम है और वेट टाइम और सब कुछ प्रक्रिया के लिए बढ़ जाएगा तो हम वह अगली कक्षा में देखेंगे